हम व्याख्यान 12 के बाद से रीव्यू करेंगे हमने एक मल्टिप्लेक्सर और एक डीमल्टिप्लेक्सर की संरचना को देखा उपरोक्त आकृति का संदर्भ लें डीमल्टिप्लेक्सर की फॉर्म जो हमारे लिए सबसे सुविधाजनक है वह एक केस M 3 के लिए बाईं ओर दिया गया है इसमें एडवांस ऑपरेटर्स और डाउन सैंपलर्स हैं इस ऑपरेशन को ब्लॉकिंग ब्लॉको के निर्माण के रूप में भी जाना जाता है M ऑर्डर का सीरियल टू पैरलल कन्वर्ज़न दाईं ओर केस M 3 के लिए एक मल्टिप्लेक्सर दिखाया गया है इसमें अप सैंपलर्स डिले एलिमेंट्स और एक समिंग नोड है इस ऑपरेशन को अनब्लॉकिंग के रूप में जाना जाता है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्शन मक्स डीमक्स उपरोक्त आकृति का संदर्भ लें डीमल्टिप्लेक्सर स्विच का मूवमेंट क्लॉकवाइज दिशा में है जैसा दिखाया गया है यह डीमक्स में एडवांस ऑपरेटर्स के कारण है यदि इसके बजाय डिले ऑपरेटर्स का उपयोग किया गया था तो स्विच एंटीक्लॉकवाइज दिशा में काम करेगा क्लॉकवाइज फॉर्म उपयोगी है क्योंकि उदाहरण के लिए यदि हम नॉन ओवरलैपिंग ब्लॉकों के साथ एफएफटी की गणना करना चाहते थे तो यही हम करेंगे हम सीरियल टू पैरलल कन्वर्ज़न करेंगे N द्वारा डाउन सैंपल और यह हमें नॉन ओवरलैपिंग सेट्स के ब्लॉक्स देगा मल्टीरेट ब्लॉक्स की इंटरचेंजिंग L के एक कारक द्वारा अपसम्पलिंग और M के एक कारक द्वारा डाउनस्मैपलिंग को कुछ कंडीशन्स के तहत कि L और M को प्राइम हैं इंटरचेंज किया जा सकता है उपरोक्त आकृति का संदर्भ लें नोटेशन को चित्र में चिह्नित किया गया है जब ब्लॉक्स इंटरचेंज किए जाते हैं तो वही अभिव्यक्ति प्राप्त की जाएगी बशर्ते L M को प्राइम हैं L M इररेडूसिबल है नोबेल आईदेन्तितीस उपरोक्त आकृति का संदर्भ लें H फॉर्म की फ़िल्टरिंग फॉलोड बाय एक कारक M द्वारा डाउनसैंपलिंग समतुल्य है M द्वारा डाउनसैंपलिंग और फिर H द्वारा फ़िल्टरिंग के इसी प्रकार L द्वारा अपसैंपलिंग और H द्वारा फ़िल्टरिंग समतुल्य है H द्वारा फ़िल्टरिंग और फिर L द्वारा अपसैंपलिंग के दोनों ही केसेस में बाईं ओर की आकृतियाँ कार्यान्वयन के पसंदीदा तरीके के रूप मे उभर कर आतीं हैं क्योंकि वे वही हैं जो गणना की न्यूनतम संख्या करतीं हैं हमने मल्टीरेट फ़िल्टरिंग के समय डोमेन विवरण को भी देखा ये एलटीआई सिस्टम्स नहीं हैं क्योंकि हमने दिखाया है कि अपसैंपलर्स और डाउनसैंपलर्स टाइम वेरिएंट ब्लॉक्स हैं हालांकि हम इनपुट और आउटपुट को कुछ के संदर्भ में लिखने में सक्षम हैं जो एक कोन्वोलुसन की तरह दिखता है पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन और फ़िल्टरिंग हम पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन करके नोबेल आईदेन्तितीस का लाभ उठाते हैं AA फ़िल्टरिंग और M द्वारा डाउनसैंपलिंग पर विचार करें टाइप 1 पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन इसे डिले श्रृंखला का उपयोग करके लागू किया जा सकता है जैसा कि उपरोक्त आकृति में दिखाया गया है कि नोबेल आईदेन्तितीस का उपयोग करने के बाद हमें लाल रंग में ब्लॉक डायग्राम मिलता है एक समान संरचना को L द्वारा अपसम्पलिंग और इंटरपोलेशन फिल्टर्स के लिए प्राप्त किया जा सकता है टाइप 2 पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन हमने ऐसी संरचनाओं को लागू करते समय कम्प्यूटेशनल बचत पर भी चर्चा की और यह दिखाया कि यह ऑर्डर M की होंगीं हमने यह भी कहा कि नोबेल आईदेन्तितीस की एप्लीकेशन अनइम्प्लीमेंटऐबल ब्लॉक्स का उत्पादन नहीं कर सकती है इसलिए नोबेल आईदेन्तितीस को सावधानी से लागू करना होगा उपरोक्त आकृति ऐसे अमान्य एक्साम्पल्स को दिखाती है फिर हमने फिल्टर बैंकों की धारणा पेश की और वहाँ डेसीमेसन मे से एक महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया क्योंकि ये फिल्टर बैंक आदर्श रूप से अधिकतम डेसीमेसन करना चाहते हैं उपरोक्त आकृति का संदर्भ लें यदि सिग्नल की बैंडविड्थ किसी भी सेंटर फ्रीक्वेंसी के साथ 2 π M है तो इसे एलिसिंग के बिना एक कारक M द्वारा डेसीमेट किया जा सकता है यह हमें आदर्श प्रोटोटाइप फिल्टर के साथ एक समान स्पेक्ट्रल एनालिसिस के बाद डेसीमेसन के विचार तक ले जाता है नीचे दाई तरफ उपरोक्त आकृति मे DFT फ़िल्टरबैंक फिल्टर्स 2 π M बैंडविड्थ के साथ आदर्श फिल्टर्स के रूप में दिखाए जाते हैं Kवां सबबैंड फ़िल्टर प्रोटोटाइप से इस प्रकार संबंधित है यदि पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन को लागू करने और डीएफटी फ़िल्टर बैंक प्रॉपर्टी को लागू करने के लिए किया गया था तो मुझे क्या मिलेगा एक डिले श्रृंखला फॉलोड बाय पॉलीफ़ेज़ कंपोनेंट्स फॉलोड बाय डीएफटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोस कांजुगेट उपरोक्त आकृति का संदर्भ लें हमने डीएफटी मैट्रिक्स W की प्रॉपर्टीज को भी देखा यह उपयुक्त सामान्यीकरण के साथ यूनितेरी मैट्रिसैस के परिवार से संबंधित है हमने DFT फ़िल्टरबैंक के लिए इनपुट और प्रत्येक आउटपुट के के बीच ट्रान्सफर फंक्शन्स की गणना भी की उपरोक्त आकृति में दिखाया गया है प्रोटोटाइप फिल्टर है H 1 z z2 zM−1 डीएफटी और आईडीएफटी दोनों को फ़िल्टरबैंकों के रूप में लागू किया जा सकता है इनकी इस प्रकार व्याख्या की जा सकती है कि प्रोटोटाइप फ़िल्टर के साथ स्पेक्ट्रल एनालिसिस H0 1 z−1 z−2 z−M−1 एक रेक्टैंगुलर विंडो और अन्य फिल्टर्स इसके स्थानांतरित संस्करण हैं उपरोक्त आकृति का संदर्भ लें डीएफटी एक बहुत सटीक स्पेक्ट्रल एनालिसिस विधि नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को साइड लोब्स मिले हैं और साइड लोब्स की ऊंचाई 13 dB है यदि पीक को 0 dB के लिए नोर्मालाइज किया गया था और यह स्पेक्ट्रम के कुछ एररनीअस इंटरप्रिटेशन की ओर ले जाता है नोट पहली शून्य क्रॉसिंग 2 π M पर होती है यदि मैं बेहतर स्पेक्ट्रल रेसोल्यूशन और लो स्पेक्ट्रल लीकेज प्राप्त करना चाहता था तो हमने कहा कि ऐसा करने का तरीका विंडोइंग को इंट्रोडूस करना होगा वह हमें स्पेक्ट्रल लीकेज को कम करने में मदद करेगा एक विंडो का इंट्रोडक्सन फ़िल्टर रिस्पांस को थोडा वाइडर कर देगा लेकिन इससे साइड लोब्स बहुत कम हो जाएंगे विंडोइंग के साथ कार्यान्वित करने के लिए डीएफटी ब्लॉक से पहले मल्टीप्लायर्स जोड़े जाते हैं उपरोक्त आकृति का संदर्भ लें विंडोइंग स्पेक्ट्रल लीकेज से बचने में मदद करती है लो स्पेक्ट्रल लीकेज और बेहतर स्पेक्ट्रल रेसोल्यूशन दोनों प्राप्त करने के लिए फिर डीएफटी के आकार का विस्तार करना ही एकमात्र तरीका है हम उस परिदृश्य को भी देख सकते हैं जहां आउटपुट में है एक कारक N द्वारा डाउनसैंपलर डाउनसैंपलर की भूमिका बाद के ब्लॉकों के बीच ओवरलैप को कम करना है यदि आप N 1 ले फिर आपको जो मिल रहा है वह सिर्फ एक स्लाइडिंग ब्लॉक है जहां आपके पास क्रमिक डीएफटी कम्प्यूटेसंस के बीच M 1 सैम्प्लस का ओवरलैप है यदि आप N M ले फिर आपको नॉन ओवरलैपिंग ब्लॉक्स मिलते हैं N 1 से M के बीच मे कुछ भी तो ब्लॉकों के बीच विभिन्न डिग्रीयों के ओवरलैप होंगे N M 2 ब्लॉकों के बीच 50 ओवरलैप देगा इंटरपोलेटेड एफआईआर डिजाइन हम कास्केडेड इम्प्लीमेंटेसन का लाभ उठाते हुए फिल्टर्स को डिजाइन कर सकते हैं एक फ़िल्टर H को इस प्रकार इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इंटरपोलेसन फ़िल्टर अवांछित छवियों को हटाता है जो G में मौजूद हैं अंतर्निहित सिद्धांत सैंपलिंग रेट कन्वर्शन का मल्टीस्टेज इम्प्लीमेंटेसन है या तो अपसैंपलिंग या डाउनसैंपलिंग का इम्प्लीमेंटेसन एक फिल्टर जिसे आमतौर पर इंटरपोलेशन फिल्टर के रूप में उपयोग किया जाता है वह है कैस्केड इंटीग्रेटेड काम्ब फिल्टर जो रेक्टैंगुलर विंडो के अलावा कुछ भी नहीं है H 1 z−1z−M −1 हम इनमें से कई फिल्टरों को कैस्केड कर सकते हैं और फिर भी उनकी कम्प्यूटेशनल क्षमताओ का लाभ उठा सकते हैं फ़िल्टर बैंक्स ट्रांसमल्टीप्लेक्सर ट्रांसमल्टीप्लेक्सर में शुरु मे सिंथेसिस फिल्टर्स फॉलोड बाय एनालिसिस फिल्टर्स होते हैं उपरोक्त आकृति का संदर्भ लें हमने वह केस लिया जहां C 1 था क्या हो रहा है वह है कि अपसैंपलर स्पेक्ट्रम की प्रतियां प्रोडूस करता है सिंथेसिस फिल्टर्स इनपुट सिग्नल की वांछित प्रति चुन रहे हैं हमने ओएफडीएम ट्रांसमीटर की एनालोजी को दिखाया ओएफडीएम ट्रांसमीटर में एक आईडीएफटी है फॉलोड बाय अपसैंपलर फॉलोड बाय एक डिले श्रृंखला है अपसैंपलर फॉलोड बाय डिले श्रृंखला कुछ भी नहीं बल्कि एक पैरेलल टू सीरियल कनवर्टर है और फिर हम यह एनालाइज करना चाहते थे कि आईडीएफटी वास्तव में क्या कर रहा था और हमने दिखाया कि आईडीएफटी कुछ भी नहीं बल्कि एक फिल्टर बैंक है जो कि वास्तव में प्रोटोटाइप फिल्टर रेक्टैंगुलर विंडो है फिर हम विशेष मामले में आगे बढ़ते हैं 2 चैनल फ़िल्टर बैंक हमारे पास H 0 H1 एनालिसिस फिल्टर्स के रूप में हैं 2 के कारक द्वारा डाउनसैंपलिंग फिर फॉलोड बाय 2 के कारक के द्वारा अपसैंपलिंग फिर सिंथेसिस फिल्टर्स हैं आउटपुट X को T X A X −z के रूप में दर्शाया गया है X −z एलियासिंग कॉपी या इनपुट सिग्नल का एलियास वर्शन है और लक्ष्य इसके किसी भी योगदान से छुटकारा पाना होगा एलियास कैंसलेशन कंस्ट्रेंट्स F0 H 1− z F1 − H 0 − z अधिक या कम सार्वभौमिक रूप से कंसिस्टेंट होंगें F0 एक एलपीएफ और H 1 एक एचपीएफ होगा दी गयी हैं यें कंडीशन्स और क्यूएमएफ कंस्ट्रेंट H 0H 1−z हमारे पास है पहला चरण टाइप 2 लीनियर फेज फ़िल्टर को देखना था टाइप 2 लीनियर फेज फ़िल्टर को ओड आर्डर और इवन सिमिट्री मिली है तब हमें मिलता है फिल्टर्स स्टॉपबैंड एनर्जी और एक फ्लैटनेस कंस्ट्रेंट के अनुकूलन माध्यम से तैयार किए गए हैं ये हमें देगा फेज डिस्टॉरशन का संपूर्ण एलिमिनेशन लेकिन मैगनीटुड रिस्पांस में फिल्टर के आर्डर और अनुकूलन के प्रदर्शन के आधार पर कुछ माइनर रिपल्स हो सकते हैं दूसरा विकल्प था पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन को देखना और फिर यह दिखाना कि T 2 z−1 E E यदि हम फ़िल्टर H 0 को दो आल पास फ़ंक्शंस के योग के रूप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो हमने कहा था कि संभव था हमने वास्तव में इसे साबित नहीं किया था लेकिन हमने कहा कि इलिप्टिक फिल्टर्स के एक वर्ग के लिए उचित कंस्ट्रेंट्स के साथ हम यह फैक्टराइजेसन कर सकते हैं महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि यह मौजूद है फिर हम अलियासिंग से छुटकारा पा सकते हैं मैगनीटुड डिस्टॉरशन से छुटकारा पा सकते हैं लेकिन फेज डिस्टॉरशन अभी भी मौजूद होगा तीसरी विधि जहां हमने वास्तव में फिल्टर का आल पास डीकम्पोजीशन किया था हमने दिखाया कि सिमिट्री और आर्डर के बहुत विशिष्ट कंस्ट्रेंट्स के तहत हम इस प्रकार का ट्रान्सफर फंक्शन प्राप्त कर सकते हैं यह पुनः वह केस था जहां अलियासिंग को रद्द कर दिया गया था मैगनीटुड को हटा दिया गया था लेकिन फेज डिस्टॉरशन मौजूद था फिर हम चौथी विधि पर आए थे जहां हमने कहा था कि क्यूएमएफ कंस्ट्रेंट कुछ अलग होने जा रहा है हम वापस जाना चाहते थे और कुछ अन्य परिणामों को देखना चाहते थे जो उपलब्ध थे Mवें बैंड फ़िल्टर की प्रॉपर्टी Mवां बैंड फ़िल्टर जब आप उस फिल्टर के शिफ्टेड संस्करणों को जोड़ते हैं तो एक Mवें बैंड फ़िल्टर G में निम्नलिखित प्रॉपर्टी होती है हमने दिखाया कि नाइक्यूइस्ट फ़िल्टर इस प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है पॉवर कॉम्प्लिमेंटरी एक पॉवर कॉम्प्लिमेंटरी सेट है यदि यदि G एक Mवां बैंड फ़िल्टर है जिसे इस प्रकार लिखा जा सकता है यानी स्पेक्ट्रल फैक्टराइजेसन तो हम इसे 2 चैनल फिल्टर बैंक में उपयोग कर सकते हैं G को स्पेक्ट्रली फैक्टरैबल बनाने के लिए हमें सख्त गैर नकारात्मक ऐमप्लितुड रिस्पांस की आवश्यकता है और हमने दिखाया कि कैसे ऐमप्लितुड रिस्पांस को उठाकर यह संभव है अब इसे उस केस में ले जाएं जहां हमें सिर्फ हाफ बैंड फिल्टर चाहिए था हाफ बैंड फ़िल्टर इस रूप में फैक्टराइज किया जाता है जो मूल रूप से हमें 2 चैनल फ़िल्टर बैंक को डिज़ाइन करने का एक नया तरीका देता है एलियास कैंसलेशन कंस्ट्रेंट्स फॉलोड बाय क्वैडरेचर सिमिट्री को इम्प्लीमेंट करने का एक वैकल्पिक तरीका H 1− z−NH 0 − z H 0 का पैरा कांजुगेट हमने दिखाया कि कैसे हाफ बैंड फिल्टर डिजाइन करके और फिर ऐमप्लितुड स्पेक्ट्रम उठाकर इस फिल्टर को डिजाइन किया जाए यदि हम ऐसा करते हैं तो हमने दिखाया कि ओवरआल ट्रान्सफर फंक्शन T z−N आता है अथवा दूसरे शब्दों में हमने परफेक्ट पुनर्निर्माण प्राप्त किया है सभी 4 में से यह वह होगा जो सबसे आकर्षक होगा क्योंकि यह PR प्राप्त करता है इस प्रक्रिया में जब हमने आल पास फ़ंक्शंस के बारे में बात की तो हमने आल पास लैटिस को डीराइव किया हमने दिखाया कि वहाँ M लैटिस स्टेजेस के साथ आर्डर M के फ़िल्टर GM के साथ एक लैटिस स्ट्रक्चर है निम्नलिखित प्रकार से M 1 लैटिस स्टेजेस के साथ ट्रान्सफर फंक्शन से संबंधित किया जा सकता है KM 1 GM कैसुअल स्टेबल आल पास होगा हमने दिखाया कि वहाँ स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें स्ट्रक्चरली स्टेबल आल पास फिल्टर्स देंगें यह दिखाने के संदर्भ में अधिक था कि आप आल पास फिल्टर्स प्राप्त कर सकते हैं लेकिन परफेक्ट पुनर्निर्माण का अध्ययन करने के बाद ये फ़िल्टर बैंक के संदर्भ में उनके उपयोग के टर्म्स में सीमित हैं लेकिन निश्चित रूप से आल पास फिल्टर्स को कई अन्य एप्लिकेशन्स मिले हैं जिसके लिए यह एक बहुत ही उपयोगी उपकरण होगा आल पास फ़ंक्शंस फ़ंक्शंस के उस वर्ग से संबंधित हैं जिन्हें लॉसलेस कहा जाता है इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के बराबर है वहाँ एक मैक्सिमम मोडुलस थ्योरम है यह लैटिस की प्रॉपर्टीज को साबित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मैक्सिमम मोडुलस प्रॉपर्टी 1 हमने बिना प्रमाण के इस प्रॉपर्टी का उपयोग किया है लेकिन यह मानक परिणाम है वहाँ एक तीसरी प्रॉपर्टी है जिसका हमने स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया है लेकिन वे आल पास फ़ंक्शंस के लिए मौजूद हैं यदि ऑल पास के सभी पोल यूनिट सर्कल 1 के भीतर हैं तो इसका मतलब है कि फेज रिस्पांस को डिफरेनसिएट किया जा सकता है और कि यह एक मोनोटोन डीक्रीजिंग फंक्शन है सामान्य रूप में ऑल पास फ़ंक्शन को इस रूप में लिखा जा सकता है इस फॉर्म के कारण यदि आप रियल कोएफ़्फ़िसीएन्टस की कंडीशन को लागू करना चाहते हैं तो आपको ज़ेरोस और पोल्स के बीच काम्प्लेक्स कांजुगेट पेअर रिलेशनशिप मिल जाएगा बेशक रेसीप्रोकल कांजुगेट पेअर भी मौजूद होंगें यह वह सामग्री है जिसे हमने कक्षा में शामिल किया है